इस तरह का एक अनुप्रयोग देखें हमारे पास पीवी पैनल एक पीवी स्रोत है जो कि एक पावर कन्वर्टर के जरिए लोड से जुड़ा हुआ है यह एक विशिष्ट अनुप्रयोग है इसमें किसी भी बैटरी का प्रयोग नहीं किया गया है ऐसे कई अनुप्रयोग हैं जिनमें लोड को अत्यंत स्थिर पावर की आवश्यकता होती है लेकिन जो पावर पीवी से प्राप्त हो रही है वह अत्यंत अस्थिर है हमने देखा था कि अत्यंत अस्थिर सूर्यताप के कारण यहां पावर भी अत्यधिक अस्थिर होती है अतः यदि लोड की आवश्यकता एक स्थिर पावर अथवा स्थिर पावर स्रोत की हो तो हमें एक ऊर्जा बफर की आवश्यकता होगी ताकि पीवी इस ऊर्जा बफर को चार्ज कर सके और ऊर्जा बफर लोड को एक स्थिर पावर प्रदान कर सके अर्थात् यह लोड के लिए एक स्थिर पावर स्रोत की तरह कार्य कर सके आमतौर पर ऐसे कई अनुप्रयोग हैं जिनमें एक चार्जर होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्टर होता है और वह एक बैटरी अथवा किसी ऊर्जा संचायक युक्ति को चार्ज करता है तो मान लेते हैं कि यह एक बैटरी है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए पावर इसमें प्रवाहित हो सकती है साथ ही बैटरी द्वारा पावर प्रदान भी की जा सकती है अर्थात् बैटरी तब पीवी स्रोत के पूरक के रूप में कार्य कर सकती है जब पीवी स्रोत कमजोर हो ताकि यह लोड की पावर आवश्यकता की पूर्ति कर सके यह बैटरी हमारे काम की है और हम इसके विस्तार में जाना चाहेंगे इसके विभिन्न प्रकारों तथा लक्षणों के बारे में जानना चाहेंगे यहां बैटरी एक ऊर्जा बफर की तरह कार्य कर रही है बैटरियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं एक प्रकार प्राथमिक सेल कहलाता है तथा दूसरा प्रकार द्वितीयक सेल के नाम से जाना जाता है पहले प्राथमिक सेल की चर्चा करते हैं वे सेल जो कि टॉर्च घड़ियों रिमोट कंट्रोल इत्यादि में प्रयुक्त होते हैं प्राथमिक सेल होते हैं प्राथमिक सेल का मुख्य लक्षण यह है कि इन्हें केवल एक बार डिस्चार्ज होने तक उपयोग किया जा सकता है इसके कुछ उदाहरण इस प्रकार है ज़िंक मैंगनीज़ ऑक्साइड जिसे हम शुष्क सेल भी कहते हैं ज़िंक सिल्वर ऑक्साइड लिथियम थायोनाइल क्लोराइड ये सब प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं एक महत्वपूर्ण बात आप अवश्य याद रखें कि प्राथमिक सेलों को सिर्फ एक बार डिस्चार्ज किया जा सकता है यह प्राथमिक सेल का मुख्य लक्षण है कि एक बार डिस्चार्ज होने पर ये दोबारा उपयोग के लायक नहीं रहते दूसरी ओर द्वितीयक सेल को कई बार चार्ज और डिस्चार्ज किया जा सकता है कार में लगने वाली बैटरी दोपहिया वाहनों में लगने वाली बैटरी यूपीएस में लगने वाली बैटरी ये सब द्वितीयक सेल के उदाहरण हैं लेड ऑक्साइड को सामान्य रूप से लेड एसिड बैटरी के नाम से जाना जाता है यहां प्रयुक्त होने वाला एसिड सल्फ्यूरिक एसिड तनु सल्फ्यूरिक एसिड होता है निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी लिथियम सल्फर डाइऑक्साइड बैटरी लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी इत्यादि कई प्रचलित बैटरियाँ हैं जो कि हल्की तथा लगभग हर जगह पाई जाने वाली हैं आप इन्हें लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सेल फोन आईफोन आईपैड लैपटॉप कैमरा वीडियो कैमरा में पाएंगे ये सभी युक्तियां इन लिथियम आयन पॉलीमर बैटरियों का प्रयोग करती हैं जैसा कि मैंने पहले बताया इन बैटरियों को कई बार डिस्चार्ज एवं चार्ज किया जा सकता है बैटरी के प्रकार के आधार पर इन्हें 100 से लेकर 20000 बार तक डिस्चार्ज किया जा सकता है यह द्वितीयक सेलों का सबसे मुख्य लाभ है फ़ोटोवोल्टेइक आधारित निकायों के लिए अधिकतर अनुप्रयोगों में द्वितीयक सेल ही प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की कई आवृत्तियाँ होती हैं और द्वितीयक सेल इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं हम द्वितीयक सेल के बारे में इनके लक्षणों के बारे में इनसे संबंधित मापदंडों के बारे में इन्हें किस तरह चार्ज किया जाता है इन सब के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे